तो यह LDO उपयोग करने के लिए काफी सरल है आप देख सकते हैं कि इन 2 प्रतिरोधों को आपको अपने LDOपर स्थापित करना है कि आप एक आउटपुट कैपेसिटर Coutडालते हैं और खरीदते हैं और फिर एक इनपुट कैपेसिटर और वह सब जो इस सर्किट के काम करने के लिए आवश्यक है और इसलिए मुझे आपको इस LDO प्रकार का अवलोकन देना चाहिए LDO जब आप खरीदना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है तो इसके बारे में बहुत कुछ है लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है किLDO के प्रकार क्या हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं NCMOS या NMOS LDOs और PMOS PMOS LDOs ठीक है तो तुम कर सकते हो तो वे कहाँ उपयोग किए जाते हैं और वे किन स्थितियों में उपयोग करते हैं उनमें से हर एक का उपयोग किया जाता है यदि आप इनपुट Vi VOUT को देख रहे हैं तो आमतौर पर हम कहते हैं इनपुट में 15 वोल्ट के रेंज में और आउटपुट में 1 वोल्ट को विनियमित करते हैं आप कम या ज्यादा निश्चित हो सकते हैं कि वाह NMOS तरह का एक LDO होना चाहिए क्योंकि आखिरकार मेरा मतलब है कि लोग वही हैं जो ज्यादातर कंपनियां आपको प्रस्ताव देती हैं जो वास्तव में एक तकनीक के रूप में उपयोग की जाती हैं आपके पास यह 1 amp 1 volt पर हो सकता है से दिए गए 1 amp पर तो आप 1 वॉट का अपव्यय कर रहे होंगे लेकिन ड्रॉप आउट का अंतर केवल 05 वोल्ट है सही और अगर यह एक वॉट है यदि यह 1 amp है तो आपके पास केवल 500 मिल वॉट का अपव्यय है आपको किसी भी महान गर्मी सिंक की आवश्यकता नहीं है आपको किसी भी महान गर्मी सिंक की आवश्यकता नहीं है इनपुट के बीच और सॉरी तो इस तरह से इनपुट करें I P और I O आप केवल 05 वोल्ट छोड़ रहे हैं आप केवल 05 वोल्ट छोड़ रहे हैं और जो करंट 1 amp के लिए निरंतर खींचा जा रहा है खेद है कि यह लगभग 500 मिली वॉट है तो यह आमतौर पर एक NMOS है जो आप बाजार में खरीद सकते हैं दूसरी ओर PMOS शायद इस तरह के इनपुट वोल्टेज रेंज के साथ नहीं है लेकिन यह बहुत अधिक हो सकता है आप कर सकते आप पर हो सकता है हम कह सकते हैं 3 से 36 वोल्ट इनपुट के रूप में और आउटपुट आउटपुट कॉन्फ़िगर करने योग्य है हम कहते हैं कि आप इसे 12 वोल्ट और इतने पर और आगे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर यह एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन है आप अधिक या कम सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह PMOS आधारित LDO होना चाहिए अन्य शब्दों में सभी इसका मतलब हैकि श्रृंखला पास तत्व या तो एक NMOSFET या एक p चैनल n चैनल MOSFET है या एक PMOS चैनल MOSFET यह इसका मतलब है और कुछ मतलब नहीं है

दूसरे शब्दों में यदि आप इस चित्र पर वापस जाते हैं तो मुझे इस चित्र को फिर से बनाने दे यहाँ चित्र आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं की NMOS n MOSFET श्रृंखला तत्व को क्या कहेंगे आप सही तो NMOS श्रृंखला तत्व में आप क्या करेंगे यह Vi आमतौर पर ड्रेन से जुड़ा होता जो VDD है आउटपुट को सोर्स से लिया जाता है और गेट वास्तव में त्रुटि एम्पलीफायर आउटपुट है जिसे अनिवार्य रूप से इस सिस्टम द्वारा संचालित किया जा रहा है व्यवस्था को नियमन में रखने के लिए तो यह विशिष्ट है कि आप n चैनल NMOS में क्या करेंगे या n चैनल n MOSFET श्रृंखला पास तत्व अगर यह PMOS है तो आप सिर्फ रिवर्स हो और फिर सर्किट का निर्माण तदनुसार करें सही तो लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी श्रृंखला पास तत्व है सर्किट वही रहता है डिजाइनर के लिए बाहरी दर्शक के लिए बाहरी रूप से यह वैसे ही जारी है और जिन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं वे भी वैसे ही हैं तो वास्तव में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए चाहे वह NMOS हो या PMOS लेकिन आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए अब मुझे इस छोटी सी बात पर आपका ध्यान आकर्षित भी करना होगा जिसका मैं उल्लेख करता हूं कि मुझे वापस जाने दो और आपको कुछ दिखाता हूं जिसके बारे में मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं अगर मैं वास्तव में उस नोड रप्चर को समझा सकूं मैं नहीं कर सकता तोमैं जल्दी से उस भाग को भी समझा दूं तो यह आपको कई चीजें कनेक्ट करने में मदद करेगा इस पाठ्यक्रम में तो मुझे फिर से बनाने दे और सुविधा के लिए मुझे इस n चैनल श्रृंखला पास तत्व आधारित को फिर से बनाने दें या N MOSFET आधारित LDO आंतरिक सर्किटरी मैं क्या करूंगा मैं बनाऊंगा सॉरी मुझे हां कहना चाहिए कि यह स्पेस परिभाषित करना चाहिए कि हो सकता है पर्याप्त नहीं इसलिए मैं जो कुछ भी करूंगा मैं एक ताजा पत्रक लूंगा और हम यहां से ड्रॉ करेंगे बहुत अच्छा इसलिएमैं इस तरह से जाता हूं और मैं गेट लेता हूं यह एक NMOS n चैनल MOSFET है तो अगर यह एक n चैनल MOSFET है यह ड्रेन होना चाहिए यह सोर्स है और यह गेट है और मैं क्या करूंगा मुझे फीडबैक प्रदान करने की आवश्यकता है तो यह R1 है और यह R2 है यह बात है जहां मुझे लगता है और मैं इसे त्रुटि एम्पलीफायर से जोड़ रहा हूं जिससे VREF जुड़ा हुआ है सही है आउटपुट वास्तव में गेट को ड्राइव करता है यह बिंदु क्या है Vout यह बिंदु क्या है Vi और यह है VREF और आप देख सकते हैं कि यह करना काफी सरल है स्पष्ट रूप से आप बिना स्थिरता देखे बिना स्थिरता संधारित्र को जोड़ें Vout नहीं ले सकते जो बहुत महत्वपूर्ण है सही और फिर आप पर लोड है यह RL है यह COUT है मैं आपको यह भी बताता हूं कि हमें एक इनपुट संधारित्र Ciकी आवश्यकता है और जो देखा जाता है इसCOUTको आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि यह है जो इस वोल्टेज लूप को स्थिरता प्रदान करता है दूसरे शब्दों में यदि आप कैपेसिटर समतुल्य विद्युत सर्किट लेते हैं आप श्रृंखला में एक परजीवी प्रतिरोध डालेंगे और एक समानांतर में परजीवी प्रतिरोध ठीक यह प्रदान कर रहा है या समस्या दे रहा है यह एक संधारित्र है यह श्रृंखला है और यह समानांतर रजिस्टर है ये 2 परजीवी हैं तुम उन्हें नहीं देखोगे लेकिन इस संधारित्र के प्रदर्शन पर उनका प्रभाव है तो इसका क्या प्रभाव है श्रृंखला अवरोधक का प्रभाव है की किस इस संधारित्र के भंडारण की दक्षता को कम करना है और इस समानांतर प्रतिरोधक समस्या जोकि इस समानांतर प्रतिरोध रिसाव का योगदान है सही रिसाव इस के साथ एक मुद्दा है यह भंडारण दक्षता के संदर्भ में आपको समस्या दे रहा है दक्षता में एक बीटिंग होती है क्योंकि यह रजिस्टर वोल्टेज को गिरा देता है अपने आप में और फिर आपको चार्ज करने की अनुमति नहीं देता है तो यह वह दर है जिस पर एक संधारित्र चार्ज किया जाता है श्रृंखला प्रतिरोधक पर एक बड़ा बेयरिंग होगाजो मूल रूप से संधारित्र पर एक परजीवी है तो यह सब कुछ चार्ज दर के साथ करना है जिस पर यह चार्ज हो रहा है और चार्जिंग की दक्षता वास्तव में स्टोरेज से अधिक है यह चार्जिंग की दक्षता के बारे में ज्यादा है और फिर निश्चित रूप से रिसाव के बारे में इसलिए आपको यह चुनना होगा कि आप यहां एक Vout को विनियमित करने की कोशिश कर रहे हैं और यदि आप एक संधारित्र का चयन करते हैं जिसमें एक उच्च श्रृंखला प्रतिरोध है जाहिर है यह एक समस्या लेने वाला है यह एक बीटिंग लेने जा रहा है सही क्योंकि यह वही है जो आप नहीं चाहते हैं आप इस Vout को नहीं चाहते थे आप सटीक होना चाहते थे उन सभी विशिष्टताओं को दिया और यह वास्तव में उन विशिष्टताओं को पूरा करता था ठीक आइए हम देखें कि आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं और इसलिए अनिवार्य रूप से जो आप कह रहे हैं की यह C आउट रजिस्टर महत्वपूर्ण है तो हम इस NMOS और CMOS चर्चा श्रृंखला पास तत्व चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं देखें कि यह एक NMOS श्रृंखला पास तत्व है इस आउटपुट वोल्टेज के बढ़ने या घटने के आधार पर कई बार आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति हो सकती है जहां इस गेट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज से अधिक होना होगा हो सकता है कि वास्तव में कभी कभी ऐसा कैसे हो जाता है जिसका अर्थ होता है क्या हुआ क्या होता है हम बताएं कि इनपुट मूल रूप से आउटपुट वोल्टेज नहीं है अगर यह है अगर गेट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज से अधिक होना चाहिए और आउटपुट वोल्टेज हमेशा की तुलना में कम होना चाहिए VOUT से कम हमेशा Vi the से कम होना चाहिए LDO में और आपको कभी कभी VOUTकी तुलना में ज्यादा VG वोल्टेज प्राप्त करने की आवश्यकता होती है आप उत्पन्न कैसे करते हैं आप स्थिति से कैसे बाहर आ सकते हैं ठीक आमतौर पर वे एक चार्ज पंप का उपयोग करें या एक बाहरी Vbias और कुछ तो तब और फिर मुझे प्रदान करना होगा यह उच्च वोल्टेज यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह NMOS श्रृंखला पास तत्व वास्तव में काम करता है फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सब वास्तव LDO चिप में अंदर लागू होता है LDO चिप और यह आपके लिए कोई समस्या नहीं है और आपको वास्तव में इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति हो सकती है जहां गेट वोल्टेज को कुछ लोडिंग शर्तों के तहत सोर्स से अधिक दिया जाना है आइए हम कदम दर कदम आगे बढ़ें और ध्यान से समझें कि यह लोडिंग शर्तें है और आइए हम देखें कि वास्तव में यह LDO कैसे कार्य करता है उसके लिए मैं जो करूँगा की मैं x अक्ष पर और y अक्ष पर बनाऊंगा मैं VDS बनाऊंगा मैं VDS को बनाऊंगा और VDS क्या है यह कुछ भी नहीं है लेकिन VDSVi−VOUT जो कुछ भी नहीं है लेकिन ड्रॉप वोल्टेज है सही ड्रॉपआउट वोल्टेज वह वोल्टेज है जो ड्रॉप को श्रृंखला तत्व में गिरा दिया जाना चाहिए वह वोल्टेज है जिसे यहाँ श्रृंखला तत्व के पार ड्रॉप करना है आप देख सकते हैं कि यह काफी सरल है अगर Vi है 5 VOUT 33 है तो VDS कुछ भी नहीं है लेकिन Vi−VOUT जो 17 है तो यह 17 कहीं यहाँ आता हैआइए हम कहते हैं सब ठीक और अब हमें ड्रेन करंट लेने दें हम कहते हैं आपका 05 amps जो अधिकतम लोड करंट पॉइंट यहां आता है तो मुझे इस तरह से एक रेखा खींचना है 17 यहाँ आता है मुझे यकीन है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे अब तो यहाँ आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहाँ आवश्यकता है कि हाँ मतलब आपके पास 17 है और यह वास्तव में ड्रॉप से मेल खाती है जो 17 है और अधिकतम करंट है जो कि 500 मिलीएंपियर है जो आप शायद नहीं जानते हैं जो आपको वास्तव में इस बिंदु पर यह पता होना चाहिए कि इस बिंदु पर बने रहने के लिए V GS क्या है आइए डालते हैं VGS में 3 वोल्ट हैं वास्तव में यह 3 वोल्ट है यदि आप डालते हैं यदि आप पर एक VGS देते हैं गेट और 3 वोल्ट के स्रोत के बीच यह सिस्टम 17 वोल्ट का ड्रॉप VGS के पार देगा और हम आपको एक सोर्स देने में सक्षम होंगे मैं 3 वोल्ट का एक करंट स्रोत करने में सक्षम हो जाऊंगा आइए हम इसे कुछ बिंदु कहते हैं हम x कहें सही या कुछ बिंदु यहाँ अब एक ऐसी स्थिति लें जहां लोड करंट बढ़ता है और हम कहें कि यह 07 amps आगे बढ़ता है तो मैं इसे स्पष्टता के लिए फिर से बनाता हूं तो कि आप इस तस्वीर को बेहतर देखेंगे यह 05 है और हम कहते हैं कि यह 07 पर जाता है ठीक और यह यहाँ है कि अब आप नहीं करना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको यह करना है तो यह कुंजी यहाँ है ठीक केवल लोड करंट में वृद्धि हुई है आपको उसके पास उसी वोल्टेज ड्रॉप को बनाए रखना होगा लेकिन जब तक आप यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं करते कि आपको कुछ करना है कुछ अनिवार्य रूप से जब वे कुछ मतलब है जब तक आप VGS में वृद्धि VGS 35 वोल्ट तक आपको यह विनियमन में वापस नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हैं जब तक आप VGS को नहीं बढ़ाते लोड करंट आवश्यक लोड करंट की सोर्सिंग संभव नहीं होगा इसलिए मुझे लगता है कि यहां जो महत्वपूर्ण है वह किसी कारण से है मेरे पास मैंने यहाँ 500 मिलीएंपियर अधिकतम लिखा है लेकिन यह संभव है कि कुछ क्षणिक स्थिति के लिए भी वह लिया हो सकता है इसलिए मैं इस शब्द मैक्स को हटा दूंगा ताकि हम इस चर्चा बिंदु का उल्लंघन न करें यहाँ तो हम कहते हैं कि बिंदु y है यह आपका बिंदु y है तो वह बिंदु y है तो यहां आपको अतिरिक्त VGS देना होगा तो यह वास्तव में चलता है तो देखो ध्यान से आप VDS में इस वोल्टेज ड्रॉप का उल्लंघन किया गया है लेकिन आप जारी रखते हैं इसे ठीक 17 पर जो आवश्यक है अब एक और मामला ले लो ठीक है आप एक मामला ले लो जहां इनपुट कम हो जाता है आप एक ऐसा मामला लेते हैं जहां इनपुट कम हो जाता है यदि इनपुट कम हो जाता है ग्राफिक रूप से आपको अपने मूल रूप से रखना होगा यदि आप इस बिंदु को संतृप्ति में रखना चाहते हैं आपको करना होगा यदि आप इस बिंदु को विनियमन में रखना चाहते हैं इस शर्त के तहत जहां Vi बदलता है जब Vi में कमी होती है आप इस बिंदु को विनियमन के अंदर रखना चाहते हैं जब तक आप अनिवार्य रूप से इस ड्रॉप को कम नहीं करते हैं तब तक आप वह नहीं कर सकते ठीक जो कि यहाँ कुंजी है जब तक आप इस ड्रॉप को कम नहीं करते हैं तब तक आपको वह vout वापस नहीं मिलेगा जिसके लिए आपने योजना बनाई है जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आप के लिए चाहते थे यह उस के लिए आप डिजाइन किए हैं इसलिए दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं कि VGS की लाइन केवल एक ही चीज रह गई है वह बिंदु वापस आ गया है दूसरे शब्दों में आप VDS में कमी कि दिशा में गए हैं यह ड्रॉप आप इस ड्रॉप के साथ खेल रहे हैं और हमें इस बिंदु को z कॉल करें तो अनिवार्य रूप से यह LDO x से y से z तक और इसी तरह आगे और आगे या तो Vi में परिवर्तन के आधार पर या आउटपुट लोड स्थिति परिवर्तन के कारण आउटपुट में किसी भी स्थिति में परिवर्तन के कारण हमें आउटपुट लोड की स्थिति बताती है आइए हम कुछ सरल ओम लॉ करते हैं और यहां एक सरल अवधारणा प्रदर्शित करें जो आपको संपूर्ण चर्चा को समझने की अनुमति देगा काफी अच्छे से आइए हम इन 2 बातों को वापस लेते हैं आप देखेंगे कि इनपुट पर आपका ड्रॉप 5 वोल्ट है vout 33 है इसलिए यदि आप प्रतिरोध R की गणना करना चाहते हैं तो यह केवल 5 वोल्ट माइनस होगा सॉरी यह अच्छा नहीं निकल रहा है तो मुझे इसे यहाँ लिखने दें मुझे प्रतिरोध R की गणना करने दें किसी कारण से मैं R की गणना करना चाहता हूं तो हम कहते हैं कि 5 वोल्ट माइनस 33 05 amps का अधिकतम लोड करंट आपको 34 ओम देता है सही आप कितने भी मूल्य की संख्या स्थानापन्न कर सकते हैं यदि आप चाहें तो इसका क्या मतलब है इस श्रृंखला पास में 34 का प्रतिरोध है और कुछ नहीं दूसरे शब्दों में काल्पनिक रूप से यदि आप इसे एक निश्चित 34 ओम के रजिस्टर के साथ प्रतिस्थापित करते हैं आप 5 वोल्ट काVi दे सकते हैं और 05 एम्पियर के अधिकतम लोड करंट के साथ 33 का आउटपुट ले सकते हैं चूंकि यह हमेशा ऐसा नहीं होता है और लोड हर समय बदलता रहता है आप केवल एक ऐसे तंत्र की जरूरत है जहां इस प्रतिरोध को हर समय तरीके से बदला जा सके सही अन्य शब्द में यह कुछ भी नहीं है लेकिन सोर्स यह कुछ भी नहीं है लेकिन एक MOSFET का ड्रेन है और यह परिवर्तन अनिवार्य रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन गेट वोल्टेज जो आप प्रदान कर रहे हैं सरल शब्दों में आपको ड्रेन और सोर्स के बीच प्रतिरोध को संशोधित करने की आवश्यकता है जिसेRDS भी कहा जाता है दूसरे शब्दों मेंLDO में केवल LDO को नियंत्रित करता है नियंत्रित लूप बस श्रृंखला तत्वों RDS में हेरफेर करता है इसके अलावा और कुछ नहीं है यह वास्तव में सच्चाई है यही सब मैं इसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था और यदि आप इसे लोड करते हैं तो दूसरे शब्दों में n MOS n चैनल MOSFET में आमतौर पर RDS बहुत कम होता है बहुत कम आप एक ओम से कम चाहते हैं 05 ओम शायद पॉइंट वन ओम आगे और आगे की ओर जितना कम उतना बेहतर जितना कम उतना बेहतर ठीक आप अभी भी बहुत ज्यादा करंट पास करने में सक्षम होंगे शायद ही डिवाइस के पार कोई वोल्टेज गिरता है और अभी तक बचना है और अभी तक लोड करंट की एक बड़ी राशि प्रदान करते हैं और यही कारण है कि यह प्रतिक्रिया में भी वास्तव में बहुत अच्छा है और हम अपनी पिछली चर्चाओं में LDO की गतिशील प्रतिक्रिया का वर्णन करते हैं इसलिएn MOS की तुलना में आप PMOS या p चैनल MOSFET R d s काफी अधिक है काफी उच्च है मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं कोई भी संख्या देना नहीं चाहूंगा क्योंकि प्रत्येक निर्माता एक अलग मूल्य निर्दिष्ट करते हैं लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि अनिवार्य रूप से हम अनिवार्य रूप से हैं प्रौद्योगिकी के लिए इस सभी नियंत्रण लूप के साथ हम वास्तव में कोशिश कर रहे हैं ड्रेन और सोर्स के बीच प्रतिरोध को बहुत प्रभावी ढंग से बदलने की और ऐसे ही नियामक खुद को रखने में सक्षम है और हमारे लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है ठीक तो यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको नोट करना है हम बिजली अपव्यय के लिए बहुत सरल समीकरण रख सकते हैं बिजली अपव्यय हम इस बिजली अपव्यय को आउटपुट पर हम नीचे रखते हैं केवल कुछ भी नहीं है PV ×I ¿Vout ×Iout सही आप यह कर सकते हैं और इनपुट पावर भी महत्वपूर्ण है लेकिन यह काफी सरल है यह कुछ नहीं लेकिन Vi×Ii Vi×Ii और क्या महत्वपूर्ण है LDO की शक्ति अपव्यय है यह बहुत महत्वपूर्ण है यह कुछ नहीं लेकिन PLDO x Iout कुछ भी नहीं है लेकिन ड्रेन करंट के रूप में हम इसे कहते है लेकिन कृपया ध्यान दें कि कुछ मात्रा में करंट का भी सेवन किया जाता है चुपचाप क्वीसेन्ट करंट LDO के कार्य करने के लिए इसलिए हम चाहते हैं कि क्वीसेन्ट करंट भी जोड़ा जाए PLDO x Iout Iq इसलिए चूंकि क्वीसेन्ट करंट बहुत छोटी है इसलिए आप एक LDO के बिजली अपव्यय को अनुमानित कर सकते हैं PLDO≈ x Iout इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप यदि आप यहां चर्चा को पूरा करने के लिए आप देख सकते हैं हमें कभी कभी प्रदान करना पड़ता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि n चैनल MOSFET का नियामक एक विनियमन प्रदान करने के तहत है हमें कभी कभी उच्च वोल्टेज प्रदान करना पड़ता था गेट पर और यह आमतौर पर एक चार्ज पंप का उपयोग करके किया जाता है चार्ज पंप दूसरे प्रकार के डिवाइस हैं जो अनिवार्य रूप से LDO के लगभग अंदर हैं लेकिन आप उन्हें बाहर भी खरीद सकते हैं वोल्टेज का अनिवार्य रूप से उपयोग कुछ भी नहीं है लेकिन एक वोल्टेज गुणक है और इसलिए यह कुछ नहीं है लेकिन एक वोल्टेज गुणक और हम देखेंगे कि इनका निर्माण हमारे काम के उद्देश्यों के लिए कैसे किया जाए ठीक तो यह कहानी का एक हिस्सा है कहानी का दूसरा हिस्सा है वास्तव में आपको डेटा शीट को देखना होगा और LDO के कई मापदंडों को समझना होगा तो आइए हम इन एलडीओ के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानकों को निर्धारित करते हैं और यह भी देखते हैं कि क्या हम वास्तव में एक प्रयोग कर सकते हैं प्रयोग को अच्छी तरह से समझें और फिर वापस आएं और उस प्रयोग के पीछे सिद्धांत को समझें और फिर LDO के बारे में सब कुछ संक्षिप्त करें मैं यहां रुकना चाहूंगा